इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र मॉडलों को देखा था हमने परंपरागत मॉडल को देखना शुरू किया है जो बहुत सहज है परंपरागत झरना मॉडल और इस मॉडल के मुख्य व्युत्पन्न अर्थात् पुनरावर्ती जलप्रपात मॉडल और V मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल को देखें और कुछ वर्षों में कुछ और मॉडल सामने आए क्योंकि झरने मॉडल मे कमियों को देखा गया ये RAD मॉडल इंक्रीमेंट मॉडल वृद्धि के साथ इंक्रीमेंट मॉडल और विकासवादी मॉडल थे एक मुख्य समस्या जो हमने झरना आधारित मॉडल के बारे में कही थी वह यह है कि परियोजना की शुरुआत में आवश्यकता परिभाषित और जमी हुई है लेकिन फिर यहां व्यावहारिक स्थिति के बारे में यहां देखें आज हम पहले विकासवादी मॉडल को देखेंगे और फिर हम फुर्तीले विकास मॉडल को देखेंगे यह वास्तव में पुनरावृत्ति के साथ एक विकासवादी मॉडल है पिछली कक्षा को याद करें जिसमें हमने कहा था कि विकासवादी शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब मौजूदा कार्यक्षमता को विकसित और वितरित करने में ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर बदलाव पुनरावृत्त और परिष्कृत किए गए है अब हम विकास मॉडल को पुनरावृत्ति के साथ देखते हैं एक मुख्य समस्या जो हमने जलप्रपात आधारित मॉडल के बारे में कही थी वह यह है कि परियोजना की शुरुआत में आवश्यकता परिभाषित और स्थिर रूप से समझी हुई है लेकिन फिर यहां व्यावहारिक स्थिति के बारे में देखें कैपर्स जोन्स ने 8000 परियोजनाओं पर शोध किया और उन्होंने पाया कि परियोजना के विकास शुरू होने तक 40 प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी थीं यदि हमने आवश्यकताओं को स्थिर कर दिया था तो प्रारंभ फिर यह 40 प्रतिशत परिवर्तन शामिल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वास्तव में यह औसत आंकड़ा है 40 प्रतिशत यह कुछ परियोजनाओं के लिए और भी अधिक हो सकता है और इसलिए ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो आवश्यकता परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संभाल सके आवश्यकताएं विभिन्न कारणों से बदलती हैं शायद व्यवसाय बहुत तेजी से बदलता है एक बार जब वे एक व्यापार प्रक्रिया को परिभाषित कर चुके हैं एक महीने के बाद व्यवसाय प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है या शायद तकनीक बदल जाती है या हो सकता है कि उन्हें समझ न आया हो कि क्या आवश्यक है और कुछ और बताया हो सकता है कि वे कुछ और बताना भूल गए हों इसलिए विभिन्न कारणों से आवश्यकताएं बदल जाती हैं और हमें एक मॉडल की आवश्यकता होती है जो आवश्यकता परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संभाल सके से आवश्यकताएं बदल जाती हैं और हमें एक मॉडल की आवश्यकता होती है जो आवश्यकता परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संभाल सके एक तरीका जिसे बहुत आशाजनक माना गया है वह यह है कि हर बार सिस्टम का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है उन लोगों को बदलने की संभावना है जो ग्राहक को इसके बारे में निश्चित नहीं है इस छोटे से काम के लिए थोड़ी योजना बनाएं थोड़ा डिजाइन करें थोड़ा कोड करें और एक बार छोटा हिस्सा पूरा हो जाने के बाद ग्राहक को उसके मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिए दें यहां ग्राहक को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है अंत उपयोगकर्ता परीक्षक जोड़नेवाला तकनीकी लेखक सभी विकास में शामिल हैं आइए देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन से विशिष्ट व्यक्ति हैं टॉम ग्लिब विकासवादी मॉडल पर उनका क्या कहना है वह कहते हैं कि एक जटिल प्रणाली सबसे सफल होगी यदि छोटे चरणों में लागू किया जाता है विफलता पर पिछले सफल कदम के लिए पीछे हटना यदि कुछ कार्यक्षमता पूरी तरह से आवश्यक नहीं है तो कम से कम आप पिछले संस्करण पर वापस जा सकते हैं जो स्वीकार्य हैऔर फिर सभी संसाधनों को फेंकने से पहले वास्तविक दुनिया से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अवसर का विकास करें और आप संभावित त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं इसलिए टॉम ग्लिब के अनुसार विकासवादी मॉडल जिसे वह इस कुछ पंक्तियों में यहाँ पकड़ करता है विभिन्न कारणों के कारण आवश्यकता में परिवर्तन को संभालने के लिए एक बहुत ही आशाजनक मॉडल है आइए देखते हैं कि क्रेग लर्मन को पुनरावृत्ति के साथ विकासवादी मॉडल के बारे में क्या कहना है विकासवादी पुनरावृत्ति विकास का तात्पर्य है कि आवश्यकताओं योजना अनुमान समाधान पूरी तरह से परिभाषित होने के बजाय पुनरावृत्ति के पाठ्यक्रम पर विकसित या परिष्कृत होते हैं विकास पुनरावृत्तियों शुरू होने से पहले एक प्रमुख अप सामने विनिर्देश में जमे हुए प्रारंभिक तरीके अप्रत्याशित खोज और नए उत्पाद विकास में बदलाव के पैटर्न के अनुरूप हैं तो क्रेग लर्मन कहते हैं कि जब कोई परियोजना शुरू होती है तो उस समस्या की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है जिसकी आवश्यकता होती है जब आप करना शुरू करते हैं तभी आप जान सकते हैं कि क्या गलत है क्या वास्तव में आवश्यक है और इसी तरह इसलिए झरना मॉडल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जहां विकास शुरू होने से पहले आवश्यकताओं को पूरी तरह से परिभाषित और जमे हुए किया जाता है और इसलिए विकासवादी मॉडल उनके शब्दों को जाने और सच करने का तरीका है जो कि अब उपयोग किए जा रहे अधिकांश विकास मॉडल जो लोकप्रिय हो गए हैं किसी न किसी रूप में विकासवादी मॉडल का उपयोग करें आइए हम विकासवादी मॉडल को देखें यहां सॉफ्टवेयर के मुख्य मॉड्यूल को पहले विकसित किया जाता है और इसे क्षमताओं बढ़ाने के लिए उनका स्तर परिष्कृत किया जाता है जिसे पुनरावृत्तियों के रूप में कहा जाता है पुनरावृत्ति में नई कार्यक्षमताएँ जोड़ी जाएंगी और उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा कार्यक्षमताएँ बदल सकती हैं और प्रत्येक विकास प्रत्येक पुनरावृत्ति एक मिनी झरना मॉडल के माध्यम से विकसित की जाती है एक पुनरावृत्ति के अंत में कुछ कोड ग्राहक को हमेशा के लिए वितरित किया जाता है विकास के अंत में हो सकता है कि मौजूदा कार्यशीलता बदल गई हो यह संभव है कि कोई नई कार्यक्षमता न मिली हो लेकिन केवल मौजूदा कार्यप्रणालियों को परिष्कृत किया गया है या ऐसा हो सकता है कि मौजूदा कार्यात्मकताओं को थोड़ा बदल दिया गया है और नई कार्यक्षमताएं जोड़ी गई हैं तो ये एक इंक्रीमेंट है और इसलिए यह कुछ वृद्धिशील विकास है लेकिन फिर सवाल यह है कि वृद्धिशील विकास और विकासवादी विकास कैसे भिन्न है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों मॉडलों में वृद्धिशील और विकासवादी हैं छोटा इंक्रीमेंट हैं जिस पर सिस्टम विकसित किया गया है और यह इंक्रीमेंट ग्राहक साइट पर लागू किया जाता है और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है लेकिन मुझे यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि विशुद्ध रूप से इंक्रीमेंट मॉडल में जैसा कि आप हमारी पिछली चर्चा से याद कर सकते हैं कि उन सभी आवश्यकताओं की पहचान की जाती है प्रत्येक इंक्रीमेंट को प्राप्त प्रतिक्रिया पर विकसित किया जाता है और परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन एक इंक्रीमेंट मॉडल में सभी आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए शुरू किया जाता है जबकि विकासवादी मॉडल में यह मामला नहीं है यहां प्रणाली की समग्र समझ के बाद हम वास्तव में सभी आवश्यकताओं को नहीं पकड़ते हैं लेकिन फिर कुछ कोर या जोखिम वाले मॉड्यूल के साथ शुरू करते हैं प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में एक परीक्षण एकीकृत निष्पादन प्रणाली विकसित की जाती है जिसे ग्राहक साइट पर लागू किया जाता है प्रत्येक पुनरावृत्ति की लंबाई आम तौर पर तय की जाती है जैसे 2 सप्ताह से 1 माह या शायद 15 माह 2 से 6 सप्ताह और विकास कई पुनरावृत्तियों पर होता है उदाहरण के लिए एक प्रणाली 10 से 15 पुनरावृत्तियों पर विकसित हो सकती है जैसा कि आप विकासवादी मॉडल देख सकते हैं आवश्यकताए स्थिर नहीं हैं लेकिन यहां ग्राहक को विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रतिक्रिया दिया जा सके जिसके आधार पर आगे के घटनाक्रम होते हैं और ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा जाता है और कार्यशीलता को संशोधित किया जाता है इसलिए यहां आवश्यकताओं को एक पुनरावृत्ति में संशोधित किया गया है कुछ मौजूदा कार्यात्मकताओं के साथ साथ नई कार्यक्षमताएं वितरित की जाती हैं यहां लगातार संस्करण विकसित किए जाते हैं और लागत की कीमत पर ग्राहक के कार्यस्थल पर लागू किए जाता हैं प्रत्येक संस्करण कुछ उपयोगी कार्य करने में सक्षम है जिसका उपयोग ग्राहक कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं और एक नई रिलीज में एक नई कार्यक्षमता शामिल हो सकती है और मौजूदा कार्यक्षमता भी संशोधित और परिष्कृत हो सकती है हम आरेखीय रूप से इसे इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि शुरू में किसी साधारण आवश्यकताएं बस यह समझें कि सिस्टम को क्या करना है और फिर पुनरावृत्तियां हैं पुनरावृत्तियों को यहां दिखाया गया है प्रत्येक पुनरावृत्ति में एक मिनी झरना होता है जहां एक छोटे से हिस्से को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है ग्राहक की साइट पर विकास सत्यापन और तैनाती प्रारंभिक संस्करण के साथ शुरू करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है कई मध्यवर्ती संस्करण हैं और फिर अंतिम संस्करण ग्राहक साइट पर तैनात किया गया है इवोल्यूशनरी मॉडल का लाभ है कि ग्राहक सिस्टम का उपयोग कर सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है और इस के लिए विकासवादी मॉडल उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं ग्राहक की सटीक आवश्यकताओं और एक बार ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त है चूंकि इसका हर बार परीक्षण किए जाते हैं इसलिए प्रत्येक इंक्रीमेंट का परीक्षण किया जाता है और ग्राहक स्थल पर तैनात किया जाता है इसलिए कई परीक्षण गतिविधियाँ एकीकरण गतिविधियाँ होती हैं और इसलिए इसमें त्रुटियां होने की संभावना कम होती है क्योंकि इनका गहन परीक्षण किया जाता है और चूंकि हर बार विकासकर्ता एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह जटिलता को प्रबंधित करने में मदद करता है बेहतर आवश्यकताओं को बदलने का प्रबंधन ग्राहक से प्रतिक्रिया प्राप्त और निगमित किए जाते हैं ग्राहक को जल्दी से जल्दी संस्करण मिल जाता है वे सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर प्रशिक्षित हो जाते हैं यदि कोई बग हैं तो ये अगले पुनरावृत्ति में उसे जल्दी से सुधार दिया जाता हैं लेकिन फिर विकासवादी मॉडल के साथ कुछ समस्याएं हैं आइए हम विकासवादी मॉडल की समस्याओं के बारे में जानते हैं आपने देखा था कि इस मे बहुत सारे फायदे हैं लेकिन फिर यह प्रक्रिया अप्रत्याशित है जो कि हर बार होती है हम एक इंक्रीमेंट विकसित कर ग्राहक के पास लागू करते हैं और ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं अब क्या होगा यदि ग्राहक केवल आवश्यकताओं को बदलता रहता है संशोधन वगैरह मांगता रहता है इसलिए प्रक्रिया अप्रत्याशित है हमें पता नहीं होगा कि यह कब खत्म होगा क्योंकि ग्राहक आवश्यकताओं को बदलते रह सकते हैं और अगर हमारे पास दीर्घकालिक योजना है तो मानवशक्ति को तैनात करना उन्हें भर्ती करना कार्य का अनुसूची कार्य की निगरानी करना आदी करना आसान हो जाता है यहाँ ये सभी समस्याग्रस्त हैं सिस्टम को खराब तरीके से संरचित किया गया है क्योंकि कोई समग्र डिजाइन नहीं है इसके केवल छोटे हिस्से हैं जो डिज़ाइन और एकीकृत हैं चूंकि कोड को लगातार बदला जाता है कोड संरचना में गिरावट होती है और सिस्टम के अंतिम संस्करण में भी परिवर्तित नहीं हो सकता है यदि ग्राहक हर बार बदलाव के लिए मांग करता रहता है अब हम सर्पिल मॉडल को देखते हैं सर्पिल मॉडल की मुख्य विशेषता जोखिम से निपटने की है बस स्पाइरल को देखें यहां आरेख मॉडल स्पाइरल का अनुसरण करता है यह बोहम द्वारा प्रस्तावित किया गया था यहां सर्पिल के प्रत्येक लूप को एक चरण कहा जाता है और सिस्टम कई चरणों में विकसित होता है चरणों की कोई निश्चित संख्या नहीं है जैसे जैसे सिस्टम विकसित होता है और अधिक से अधिक चरणों का निर्माण होता है इस सर्पिल पर कई लूप हो सकते हैं जब तक कि अंतिम वितरण नहीं होता है लेकिन प्रत्येक चरण में सर्पिल के प्रत्येक लूप से अधिक एक विशेषता की पहचान की जाती है और विकसित की जाती है यदि आप देख सकते हैं कि सर्पिल मॉडल पर यहां चार चतुर्भुज हैंपहले चतुर्भुज के पहले चरण में क्या किया जाना चाहिए इसकी पहचान की जाती है और फिर यदि कोई अनिश्चितताएं है तो उन्हें भी समझा जाता है अगर कोई तकनीकी अनिश्चितता है या उपयोगकर्ता की आवश्यकताएं स्पष्ट नहीं हैं जोखिम को हल करने के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया जाता है और फिर ग्राहक को उसके मूल्यांकन के लिए दिया जाता है अगली पुनरावृत्ति विकसित की जाती है और और फिर उसमें नए फीचर जोड़े जाते है इसलिए प्रत्येक पुनवृत्ति पर एक या अधिक सुविधाएँ ली जाती हैं जोखिम हल हो जाता है और फिर अगला विकास होता है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली जाती है जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है यह मॉडल आदर्श रूप से बहुत जोखिम भरे परियोजनाओं के लिए अनुकूल है जहाँ तकनीक का पता नहीं है या संभवत यह पहली बार है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है तकनीक कुछ और नहीं है इसलिए हर बार कुछ विशेषताओं में सबसे अधिक जोखिम वाली विशेषता की पहचान की जाती है जोखिम का समाधान किया जाता है इसे विकसित किया जाता है और ग्राहकों की मूल्यांकन के लिए दिया जाता है और फीचर का अगला सेट लिया जाता है यहां जोखिम हर परिस्थिति के प्रतिकूल है जो परियोजना के सफल समापन में बाधा बन सकता है यह हो सकता है तकनीकी समस्याएँ स्पष्ट नहीं हैं यह हो सकता है कि ग्राहक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में सक्षम नहीं है की क्या आवश्यक है और यहां जोखिम को दूर करने के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है यदि जोखिम यह है कि आवश्यकताएं अनुचित हैं तो प्रोटोटाइप ग्राहक को दिया जाता है ताकि वह अधिक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या आवश्यक है तीसरा चतुर्थांश विकसित और मान्य है और चौथा चतुर्थांश ग्राहक को प्रतिक्रिया और अगले पुनरावृत्ति की योजना के लिए विकसित समाधान देता है हम देख सकते हैं कि सर्पिल के चारों ओर प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ सॉफ्टवेयर के अधिक से अधिक पूर्ण संस्करण निर्मित होते हैं सर्पिल मॉडल को मेटा मॉडल भी कहा जाता है पुनरावृत्तियों हैं और इसलिए यह विकासवादी और वृद्धिशील मॉडल शामिल करता है यह प्रोटोटाइप का उपयोग करता है झरना मॉडल का चरणबद्ध दृष्टिकोण बरकरार रखा गया है और इसलिए इस मॉडल को पुन जागृत किया जा सकता है या किसी अन्य मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन फिर यह याद रखने की जरूरत है कि सर्पिल स्पाइरल मॉडल बहुत जोखिम भरी परियोजनाओं और बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है अब हम फुर्तीले मॉडल को देखते हैं अगर हम शब्दकोश में चपलता का अर्थ देखते हैंफुर्तीली का का मतलब देखते हैं वह यह है कि सॉफ्टवेयर आसानी से चले बहुत तेज फुर्तीला सक्रिय सॉफ्टवेयर प्रक्रिया वगैरह ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्दकोश में फुर्तीले मॉडल के लिए स्पष्टीकरण के रूप में दिए गए हैं लेकिन फिर फुर्तीली का मतलब बहुत तेज है इसलिए फुर्तीले मॉडल में विकास अन्य विकास मॉडल की तुलना में बहुत कम समय में बहुत तेजी से घटित होना चाहिए लेकिन फिर यह बहुत तेजी से कैसे विकसित होता है उनकी फुर्ती कैसे हासिल हुई चपलता हासिल की है क्योंकि यहाँ यह प्रक्रिया को बदलने के लिए बहुत लचीलापन देता है यदि कुछ प्रोजेक्ट को कुछ विशिष्ट गतिविधि करने के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता होती है तो यह किया जाएगा यदि यह किसी अन्य परियोजना के लिए आवश्यक नहीं है तो इसे आसानी से छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि मॉडल बहुत ही लचीला है झरना मॉडल के विपरीत जहां पूर्वनिर्धारित गतिविधियां और कदम हैं और इसी तरह यहां हम परियोजना के लिए प्रक्रिया को फिट कर सकते हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चीजों से बच सकते हैं जो समय बर्बाद करते हैं यानी इसे बहुत तेजी से पूरा करने के लिए हमें समय की बर्बादी जो भी हो उससे बचने की जरूरत है समय की बर्बादी क्या हैं हो सकता है कि यदि हम बहुत विस्तृत दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तो हम यह उल्लेख कर रहे हैं कि पुनरावृत्त जलप्रपात मॉडल में विकास के प्रयास का 50 प्रतिशत और समय दस्तावेज तैयार करने में चला जाता है यहाँ हम देखेंगे कि यह इन विस्तृत दस्तावेजों को तैयार करने में बहुत समय लगाता है और बहुत समय बचाता है यह 90 के दशक के मध्य में प्रस्तावित किया गया था मुख्य रूप से झरना मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता परिवर्तन अनुरोधों को संभालना है हमने देखा था कि परिवर्तन अनुरोधों को संभालने के लिए विकासवादी मॉडल एक अच्छा तरीका है और फुर्तीले मॉडल विकासवादी विकास को शामिल करते हैं विकासवादी और वृद्धिशील विकास यहां आवश्यकताओं को छोटे वृद्धिशील भागों में विघटित किया जाता है और विकास पूर्ववर्ती रूप से बढ़ जाता है कुछ चीजें हैं जो यहां महत्वपूर्ण हैं विस्तृत दस्तावेजों का निर्माण करने के बजाय निम्नलिखित प्रक्रिया यहां व्यक्तियों को सख्ती से पेश करती है और वे एक दूसरे के साथ एक दस्तावेज पर पारित होने के बजाय एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वे आपस में बातचीत के जरिए समझाते हैं एक झरना मॉडल में विकास की प्रगति को उत्पादित दस्तावेजों के संदर्भ में मापा जाता है आवश्यकता दस्तावेज़ पूर्ण है डिजाइन दस्तावेज पूरा हो गया है विस्तृत डिजाइन पूरा हो गया है कोड प्रलेखन पूरा हो गया है परीक्षण प्रलेखन पूरा करें लेकिन यहां प्रगति को उस सॉफ्टवेयर के रूप में मापा जाता है जो विकसित हो गया है कितने पुनरावृत्तियों को पूरा किया गया है और प्रत्येक पुनरावृत्ति कुछ कार्यशील सॉफ़्टवेयर ग्राहक साइट पर लागू किए गए हैं यहाँ ग्राहक को विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैपरियोजना की शुरुआत में सिर्फ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बजाय विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ यह माना जाता है कि परिवर्तन होंगे आवश्यकताओं में परिवर्तन होगा और एक दीर्घकालिक योजना बनाने और उस योजना का पालन करने के बजाय उन लोगों को कैसे संभालें यहाँ परिवर्तनों का स्वागत है और उन परिवर्तनों को कैसे संभालना है यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फुर्तली कार्यप्रणाली एक छत्र शब्द है कई प्रक्रियाएँ विकास प्रक्रियाएँ हैं जो सामने आई हैं चरम प्रोग्रामिंग या एक्सपी स्क्रैम क्रिस्टल डीएसडीएम लीन वगैरह की तरह उनमें से प्रत्येक में फुर्तीले मॉडल की विशेषताएं हैं लेकिन तब लेकिन फिर वे कुछ मायनों में अलग अलग होते हैं हर एक का अपना फोकस होता है नई चीजें जो उनमें से प्रत्येक में पेश की गई हैं जैसे कि आप नई शर्तें नई गतिविधियां और इसी तरह देखेंगे लेकिन फिर उन सभी में चुस्त कार्यप्रणाली की विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी इंक्रीमेंट पर विकास परग्राहक के साथ बातचीत विकसकर्ता के बीच कम प्रलेखन बातचीत एकीकरण और परीक्षण या प्रत्येक पुनरावृत्ति में परीक्षण ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करना और इतने पर इस व्याख्यान के लिए इतना ही अंत में आते हैं और अगले व्याख्यान में हम चुस्त विकास मॉडल के बारे में अधिक जानकारी पर चर्चा करेंगे